और यह व्याख्यान अंतिम व्याख्यान का विस्तार है जहां हमने समझा कि हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं या हम एक SU 8 कुएं में इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड बना सकते हैं उस विशेष सेंसर को डिजाइन करने का कारण आपको यह बताना था कि हम कैसे MOSFET बना सकते हैं सही तो मुद्दा यह था कि अगर मैं MOSFET बनाना चाहता हूं तो तकनीक क्या है प्रोसेस फ्लोक्या हैं इसलिए तकनीक को समझने के लिए प्रोसेस फ्लो को समझने के लिए मुझे शुरू में एक सरल उदाहरण को समझना होगा जिस पर हमारी पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी और यह मेरे इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के अलावा और कुछ नहीं है अब इस कक्षा में हम देखेंगे कि हम दूसरे सेंसर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और हम इसे उसी प्रोसेस फ्लो का उपयोग करके कैसे लागू कर सकते हैं जिसे हमने अंतिम कक्षा में देखा है ठीक है तो हम देखते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैंहमारा विषय इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण को समझने के लिए प्रोसेस हैं लेकिन इस बार हम एक और उदाहरण लेंगे ताकि आप लोग समझें कि हम आखिरकार कैसे MOSFET बना सकते हैं यह समझना हमारा एक लक्ष्य है कि हम MOSFET कैसे बना सकते हैं इसे देखने के लिए हम यह सारी प्रक्रिया कर रहे हैं तो पिछले वर्ग में हमने यह देखा है जो हमारे SU 8 कुएं के भीतर इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं तो मैं जल्दी से दोहरा दूं कि हमने क्या देखा है और कैसे बना सकते हैं मैं लगातार प्रोसेस फ्लो दिखाऊंगा तो मेरे साथ बने रहे ठीक है इस विशेष पैटर्न की डिजाइनिंग करने के लिए हमने क्या किया है हमने सिलिकॉन लिया फिर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पतली परत विकसित की है फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इस पतली परत पर हमने एक धातु जमा की है मैंने आपको बताया कि कौन सा क्रोम है गोल्ड SiO2 के साथ क्रोम की पतली परत फिर हम फोटोरेजिस्ट को स्पिनकोट करते हैं फिर हमने 90 डिग्री पर प्री बेक किया यह पॉज़िटिव फोटोरेजिस्ट था 90 डिग्री पर गर्म प्लेट पर 1 मिनट के लिए फिर यह करने के बाद हम एक मास्क लगाकर इस फोटोरेजिस्ट को एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास यह क्रोम गोल्ड है हमारे पास फोटोरेजिस्ट है और फिर हमने वेफर पर मास्क लगाया या फिर लोड किया तो मास्क भी वैसा ही था जैसा मैं लगभग यहां बना रहा हूँ और फिर मैंने यूवी प्रकाश का उपयोग करके इसे एक्सपोज किया है यह करने के बाद मैंने इसे विकसित किया है मास्क को अनलोड करना फोटोरेजिस्ट को विकसित करता है ठीक है इसलिए मुझे एक वेफर मिला फोटोरेजिस्ट के साथ एक ऑक्सीडाइज वेफ़र क्योंकि मैं ब्राइट फ़ील्ड मास्क का उपयोग कर रहा हूं और मैंने सकारात्मक फोटोरेजिस्ट का उपयोग किया है इसका मतलब है मैं उसी पैटर्न को बनाए रखूंगा जो मेरे वेफ़र पर मास्क पर था ठीक इसलिए अब मुझे क्या मिल गया है उस क्षेत्र पर सकारात्मक फोटोरेजिस्ट जो कि यूवी में एक्सपोज नहीं थे ठीक है तो मास्क पर जो भी ब्राइट एरिया है मैं उसे फोटोरेजिस्ट पर बनाए रख सकता हूं उसके बाद मैंने क्या किया है मैंने इस वेफर को इस धातु के क्रोम गोल्ड को गोल्ड एजेंट के साथ इच किया है और दूसरा क्रोम एजेंट में इसके बीच में मैंने इसे डीआई पानी की मदद से साफ किया है एक बार ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिला मुझे उस क्षेत्र पर धातु के साथ एक वेफर मिला जहां फोटोरेजिस्ट था और बाकी क्षेत्र में धातु etched था अब मैंने इस वेफर को एसीटोन में डुबो दिया है यह एसीटोन मेरे फोटोरेजिस्ट को स्ट्रिप कर देगा इसलिए जब मेरा एसीटोन स्ट्रिपड कर लेता है तो मेरे पास इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के साथ एक ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर होगा तो ये मेरे क्रोम गोल्ड हैंयह कुछ नहीं है ये मेरे इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं यह मेरा SiO2 है यह सिलिकॉन है यह SiO2 है आपको प्रक्रिया समझ में आयी हम एक बार फिर से जल्दी से दोहराएंगे सिलिकॉन पहला कदम सिलिकॉन डाइऑक्साइड दूसरा चरण क्रोम गोल्ड डिपोजिशन तीसरा चरण फोटोरेजिस्ट को स्पिन कोट को करना चौथा चरण उसके बाद हमें मास्क को हटाना था लेकिन इससे पहले स्पिन कोटिंग के बाद फोटोरेजिस्ट को आपको 90 डिग्री पर 1 मिनट के लिए प्री बेक करना है उसके बाद आप मास्क को हटाते हैं यूवी लिथोग्राफी करते हैं और फिर आप अपना फोटोरेजिस्ट विकसित करते हैं फिर फोटोरेजिस्ट विकसित करने के बाद आप पोस्ट बेक के लिए जा सकते हैं फोटोरेजिस्ट विकसित करने के बाद आप 1 मिनट के लिए 120 डिग्री पर पोस्ट बेक के लिए जाते हैं फिर आपके पास धातु पर फोटोरेजिस्ट है अब जब भी फोटोरेजिस्ट वहाँ होता है तो उसके नीचे की धातु बच जाती है और जब भी फोटोरेजिस्ट वहाँ नहीं होगा तो इस क्षेत्र में धातु etched हो जाएगी अब हमारे पास क्रोम और गोल्ड है गोल्ड क्रोम के शीर्ष पर है तो पहले हम सोने को इच करेंगे और इसीलिए हम इस वेफर को गोल्ड Etchant में डुबोएंगे जो कि 1 है फिर हम इसे DI से साफ करेंगे फिर हम क्रोम के साथ वेफर को इच करेंगे और फिर इसे DI से साफ करेंगे और फिर हमें वेफर मिलेगा जो आप यहां देख सकते हैं फोटोरेजिस्ट वहाँ है और फोटोरेजिस्ट के नीचे धातु बच गया है जो धातु फोटोरेजिस्ट द्वारा कवर नहीं की गई है वह etched है इसके बाद हमने एसीटोन में वेफरको डुबाकर निकाल दिया है और जब आप एसीटोन में वेफरको डुबोएंगे तो पीआर स्ट्रिप होगा और फिर हमारे पास इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के साथ ऑक्सीकृत सिलिकॉन वेफर होगा अब एक बार जब आपके पास एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के साथ ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफरहोता है या हम बस अगली स्लाइड में बनाते हैं इसलिए एक बार जब मेरे पास इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड है तब मेरा लक्ष्य क्या है मेरा लक्ष्य SU 8 कुएं के अंदर इन इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड को रखना है सही मेरा लक्ष्य SU 8 कुएं को तैयार करना है तो मैंने क्या किया पिछली बार मैंने क्या किया था इस इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड पर मेरे पास स्पिन कोटेड फोटरेसिस्ट है जो मेरा SU 8 है यह मेरा SU 8 है मैंने कहाफोटोरेजिस्ट क्योंकि SU 8 एक नकारात्मक फोटोरेजिस्ट की तरह काम करता है यह मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह मेरा सिलिकॉन है यह सिलिकॉन डाइऑक्साइडहै ये क्रोम गोल्ड इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं अब SU 8 नेगेटिव फोटोरेजिस्ट है तो अगला कदम क्या है अगला कदम यह है कि मैं एक मास्क लोड करूंगा इसलिए जब SU 8 वहां होगा उसके बाद मुझे इसे प्री बेक करना होगा सही प्री बेक्ड SU 8 में हमें इसे 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री बेककरना था फिर हमने मास्क को ऐसे लोड किया जैसे मैंने कुआं बनाया था तो यह मेरा ब्राइट फील्ड मास्क है सही है और आपने देखा है कि ब्राइट फील्ड मास्क क्या है आपने देखा है कि डार्क फील्ड मास्क क्या है सही है अब आपके पास यह है तो यह एक मास्क है और फिर मैं अपने वेफरको एक्सपोज करूंगा यूवी प्रकाशके साथ वेफरको एक्सपोज करें यूवी प्रकाश के साथ वेफरको एक्सपोज करने पर यहां का क्षेत्र क्या होगा यह नकारात्मक फोटोरेजिस्ट है जो सकारात्मक फोटोरेजिस्ट के बिल्कुल विपरीत होगा इसका मतलब है जो क्षेत्र एक्सपोज हुए हैं वे मजबूत होंगे और जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं होंगे वे कमजोर होंगे तो जिस क्षेत्र में अंधेरा छाया हुआ है यह क्षेत्र यह एक वे कमजोर होंगे यह क्षेत्र कमजोर होगा और जो क्षेत्र एक्सपोज नहीं होंगे वे मजबूत होंगेआसान अब हमें पोस्ट बेक करना होगा यह 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे अन्य फोटोरेजिस्ट से थोड़ा अलग है सही है फिर से समय दिया जाता है SU 8 के फोटोरेजिस्ट की मोटाई के आधार पर प्री बेकिंग का समय अलग होगा पोस्ट बेकिंग का समय अलग होगा यह अब 1 मिनट नहीं है जैसा कि हमने सकारात्मक फोटोरेजिस्ट में देखा है ठीक है इसके बाद क्या मिलेगा पोस्ट बेकिंग के बाद मैं इसे विकसित करूंगा हम एक SU 8 डेवलपर में वेफरविकसित करते हैं जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे इलेक्ट्रोड और SU 8 के साथ एक ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफरमिलेगा तो यह मेरा SU 8 है यह सिलिकॉन डाइऑक्साइडहै यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह सिलिकॉन है सही और यह मेरा कुआं है ठीक है तो यह है कि मैं SU 8 कुएं के भीतर एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड कैसे बना सकता हूं आसान अब देखिए मैंने लगातार आपसे कहा है मैंने आपको वह प्रक्रिया दिखाई है मैंने आपको लगातार प्रक्रिया दिखाई है ताकि आप खो न जाएं हमने सिलिकॉन से शुरू किया है और फिर हम ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट तक पहुंचते हैं जो ऑक्साइड विकसित करने से प्राप्त होता है और फिर हमने क्रोम गोल्ड जमा किया है और क्रोम गोल्ड पर हमने स्पिन कोटेड फोटोरेजिस्ट जमा किया है फोटोरेजिस्ट की स्पिन कोटिंग के बाद हमने इसे गर्म प्लेट पर 1 मिनट के लिए 90 डिग्री पर प्री बेक किया है और फिर हमने ब्राइट फील्ड मास्क लोड किया है ब्राइट फील्ड मास्क इस तरह का एक पैटर्न है और फिर हमने यूवी का उपयोग करके इसे एक्सपोज़ किया है यूवी के साथ इसे एक्सपोज़ करने के बाद हमने इसे पोस्ट बेक किया है UV के साथ एक्सपोज़ होने के बाद हमने इसे विकसित किया है क्या विकसित किया फोटोरेजिस्ट को विकसित किया है और फोटोरेजिस्ट जो कि एक्सपोज़ हुआ है क्योंकि यह पॉज़िटिव फोटोरेजिस्ट हैफोटोरेजिस्ट जो एक्सपोज़ होता है etched होगा जो फोटोरेजिस्ट एक्सपोज़ नहीं होता है वह बना रहता हैफोटोरेजिस्ट जो एक्सपोज़ नहीं होता है वह बना रहेगा इसलिएफोटोरेजिस्ट विकसित करने के बाद मेरे पास इस तरह के पैटर्न होंगे और यह आप देख सकते हैं कि एक धातु है फिर एक धातु के रूप में एक फोटोरेजिस्ट है और फिर आपके पास इसके नीचे धातु है और फिर आप क्या करते हैं आपको गोल्ड को इच करना है फिर आपको क्रोम को इच करना है और आपको DI से साफ करना हैDI के साथ अपने दो ड्रेन के बीच में एक बार जब आप ऐसा करते हैं कि आपके पास जहां धातु पर फोटोरेजिस्टहोगा वहां धातु बच जाएगी तो वहां फोटोरेजिस्ट के नीचे एक धातु है जो बचा ली जाएगी और जो धातु फोटोरेजिस्ट द्वारा कवर नहीं की गई थी वह etched हो जाएगी इसके बाद आप वेफरको एसीटोन में रखते हैं और क्रोम गोल्ड से बने इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड प्राप्त करने के लिए आप फोटोरेजिस्ट को निकाल सकते हैं एक बार जब आपके पास क्रोम और गोल्ड से बने इलेक्ट्रोड होते हैं तो यहां क्रोम और गोल्ड फिर आप SU 8 को स्पिन कोट करते हैं SU 8 आपके नकारात्मक फोटोरेजिस्ट के अलावा कुछ नहीं है और SU 8 की स्पिन कोटिंगके बाद आप SU 8 को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री बेक करें 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर SU 8 को प्री बेक करने के बाद आप मास्क को हटा सकते हैं यहां आपको विंडो बनानी है यहां आपको कुआं बनाना है जो कि इसी तरह दिखना चाहिए तो यही कारण है कि हमारे पास एक ब्राइट फील्ड मास्क है हमारे पास यह एक अपना ब्राइट फील्ड मास्क है और आप एक्सपोज क्षेत्र देख सकते हैं मैं यूवी के साथ एक्सपोज करूंगा यह जो एक्सपोज क्षेत्र है वह मजबूत हो जाएगा और अन एक्सपोज क्षेत्र कमजोर हो जाएगा यह आपके सकारात्मक पीआर के बिल्कुल विपरीत है सकारात्मक फोटोरेजिस्ट तो अब हमने क्या किया है हमने इसे प्री बेक किया है फिर हमने इसे एक्सपोज किया है फिर हमने इसे पोस्ट बेक किया है पोस्ट बेकिंग के बाद हमने SU 8 डेवलपर का उपयोग करके फोटोरेजिस्ट विकसित किया है और फिर एक बार जब आप SU 8 विकसित करते हैं तो आपके पास SU 8 कुएं के अंदर अपने इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के साथ एक वेफरहोगा तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा हमें यह पैटर्न मिलेगा जिसे आप यहां देख सकते हैं यह सही है और यदि आप माइक्रोस्कोप की छवि लेते हैं तो आपके पास इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड होंगे यहां आपका मास्क ऐसा था कि आपकी चौड़ाई 10 माइक्रोन थी और आपकी स्पेसिंग 10 माइक्रोन थी यहां मास्क ऐसा है कि आपकी चौड़ाई 10 माइक्रोन है और आपकी स्पेसिंग 30 माइक्रोन है और फिर यह आपका SU 8 कुआं है जिसे आप देख सकते हैं यह आपका कुआँ है और आप देख सकते हैं कि हरा रंग आपका ऑक्सीकृत सिलिकॉन वेफरहै अब आपके पास एक बार यह है अगर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं अगर मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं और जल्दी से हम देखते हैं अगर मैं गैस सेंसर डिजाइन करने के लिए प्रोसेस फ्लो को समझना चाहता हूं अब मैं फिर से उदाहरण क्यों ले रहा हूं ताकि आप आश्वस्त हो जाए रहें कि आप कैसे MOSFET को विकसित या डिजाइन करने के लिए प्रोसेस फ्लो का उपयोग कर सकते हैं सही हम देखेंगे और आप समझेंगे कि हमने इस उदाहरण को क्यों लिया हैसही यह एक उदाहरण है इसलिए जब हम पहले से ही एक सेंसर बना रहे हैं तो हमें यह भी समझने दें कि इस विशेष सेंसर का उपयोग क्या है ठीक है इसलिए हम गैस सेंसरको एक प्रोसेस फ्लो के साथ डिजाइन कर रहे हैं एक प्रोसेस फ्लो के साथ जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम MOSFET कैसे बना सकते हैं यह हमारी मदद करेगा कि हम MOSFET कैसे बना सकते हैं ठीक है तो हम पहले गैस सेंसरको समझते हैं हम कैसे एक गेट गैस सेंसर को प्राप्त कर सकते हैं अगर ऐसा है तो आइए देखें कि गैस सेंसर क्या हैं गैस सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए एक्सपोज होता है जो एक हाथ पर एक्सपोज होता है या जो गैसीय प्रजातियों या अणुओं के संपर्क में एक्सपोज होता है तो इसके एक या एक से अधिक भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है मतलब की या तो यह अपने द्रव्यमान को बदल देगा या यह विद्युत चालकता और डाइलेटरी प्रॉपर्टीज को बदल देगा जो मापने और मात्रा निर्धारित करने का संभावित तरीका है जिसे मापना और परिमाणित करना संभव है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोडहै जिस पर कुछ संवेदनशील तत्व है संवेदनशील तत्व क्या है यह विशेष गैस के प्रति संवेदनशील है तो अब आपके पास एक इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड है जिस पर यह कुछ नैनो तार या नैनो संरचनाओं का निर्माण होता है ठीक है और यह ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफरहै यह ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफरहै सही है तो सेमीकंडक्टर धातु ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड MgO CaO TiO2 WO3 यह क्या है जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड टिन ऑक्साइड टंगस्टन ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड टंगस्टन ऑक्साइड टिन ऑक्साइड वगैरह का उपयोग मामलों का पता लगाने के लिए किया जाता है और कई और अधिक ठीक है और यदि आप नैनो संरचना का निर्माण करना चाहते हैं नैनो संरचना का लाभ हैं क्योंकि उनका सतह से आयतन अनुपात ज्यादा है हमें इसकी परवाह नहीं है हम सिर्फ यह देखते हैं कि हम इस गैस सेंसर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम गैस सेंसर डिजाइन कर सकते हैं ठीक है इसलिए फिर से हम MEMS प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे इसीलिए मैंने एक स्लाइड दी है ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में MEMS प्रौद्योगिकी क्या है हमने अंतिम स्लाइड में चर्चा की है कि MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स के अलावा कुछ भी नहीं है कि ज्यादातर सामान्य रूप में उपकरणों और संरचनाओं जैसे कि सूक्ष्म निर्माण तकनीक का उपयोग करके बनाए गए लघु यांत्रिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल तत्वों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो MEMS सेंसर एक्ट्यूएटर्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक जैसी लघु संरचनाएं हैं माइक्रो सेंसर के मामले में डिवाइसआमतौर पर एक मापे गए यांत्रिक संकेत को एक विद्युत संकेत में शामिल करता है हालांकि हम प्रति गेट सेंसर का उपयोग क्यों करते हैं यदि आप केवल यह जानना चाहते हैं कि धातु ऑक्साइड उच्च परिचालन तापमान पर काम करता है तो इस समस्या को हल करने के लिए शोधकर्ताओं के पास सिलिकॉन सब्सट्रेट पर माइक्रो हीटर के साथ एक बड़ा माइक्रो सेंसर है चाहे वह बिजली की खपत को कम करने के लिए यह एक फैब्रिकेटेड या आईसी कंफर्टेबल मांस स्पेक्ट्रमहो तो आम तौर पर आप देखते हैं कि धातु के आक्साइड जो हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं वे सभी बहुत उच्च तापमान पर काम करते हैं लेकिन अगर मुझे लगता है कि बहुत उच्च तापमान के लिए उच्च शक्ति की आवश्यकता है तो मैं शक्ति को कम करना चाहता हूं मैं एक सब्सट्रेट का उपयोग करके कैसे शक्ति को कम कर सकता हूं जो पतला है इसलिए अगर मेरे पास यह सब्सट्रेट है और अगर मेरे पास एक और सब्सट्रेट है जो पतला है तो इस सब्सट्रेट की तुलना में इस सब्सट्रेट को हिट करने के लिए आवश्यक शक्ति कम होगी तो सब्सट्रेट 1 के लिए आवश्यक शक्ति सब्सट्रेट 2 के लिए आवश्यक शक्ति से कम होगी इसलिए मैं सब्सट्रेट की मोटाई कैसे कम कर सकता हूं मुझे मशीनिंगकरनी थी तो लेकिन इस मामले में हमें माइक्रोन के संदर्भ में मोटाई बनाना होगा इसीलिए इसे माइक्रो मशीनिंग कहा जाता है तो मुद्दा यह है कि हमें गेट सेंसर में एमईएमएस का उपयोग क्यों करना पड़ा फिर हम परवाह करते हैं नहीं बिल्कुल नहीं हमें परवाह नहीं है कि एमईएमएस एक सेंसर का उपयोग क्यों कर रहा हैहमें परवाह नहीं है हमें ध्यान है कि हम गैस सेंसर का निर्माण कैसे कर सकते हैं इसलिए जब हम जानते हैं कि हम कैसे निर्माण करते हैं एक बार जब आप प्रक्रिया को समझते हैं तो आपको इस प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए MOSFET को समझने की आवश्यकता होती है लक्ष्य एक लाइन में मैं MOSFET की प्रक्रिया को कैसे समझ सकता हूं इसीलिए हम अलग अलग उदाहरण ले रहे हैं ताकि जब मैं MOSFET में आऊं तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा तो हम MEMS सेंसर के लिए प्रोसेस फ्लो देखें तो यह क्या है पहले आपके पास एक डबल साइड पॉलिश सिलिकॉन है हमने एक सिलिकॉन वेफरदेखा है जो सिंगल साइड पॉलिश किए हुए हैं हम सिलिकॉन वेफरभी रख सकते हैं जो एक डबल साइड पॉलिश है अब आप एक माइक्रोन सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित करते हैं आप देख सकते हैं कि हरा रंग आपका SiO2 है तब आपके पास नीचे की ओर 600 नैनोमीटर एल्यूमीनियम का जमाव है और आप खिड़की खोल सकते हैं आप ऐसा कैसे करेंगे मैं वह करूंगा जो हम देखेंगे फिर आपके पास हीटर के लिए पैटर्न है अंत में आप यह संरचना चाहते हैं यह संरचना क्या है आप यहां देखेंगे हम देखते हैं मैं क्या चाहता हूं मैं एक सब्सट्रेट चाहता हूं अगर आप सब्सट्रेट पर हीटर रखते हैं तो आप लोग मुझे बताएं या सब्सट्रेट के साथ सोचें कि क्या कम बिजली की आवश्यकता होगी तो हम कहें कि यह आपका एक हीटर है हमें किस सब्सट्रेट में कम बिजली की आवश्यकता होती है बिल्कुल सही यह सब्सट्रेट सही क्योंकि मोटाई बेहद कम है आप देख सकते हैं कि यह सब खाली है केवल मोटाई इस विशेष वेफरकी है यहाँ मोटाई बहुत अधिक है एक मोटी वेफरहै तो इस मामले में शक्ति की आवश्यकता है कि हम कहते हैं कि यह 2 है यह 1 है 1 के लिए आवश्यक शक्ति 2 के लिए आवश्यक शक्ति से अधिक होगी अब इस हीटर पर हमें हीटर की आवश्यकता क्यों है क्योंकि सेंसर के मामले में हम कहते हैं कि हमें सेंसर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान पर गर्म करना था क्यों क्योंकि हम धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का उपयोग कर रहे हैं तो इस विशेष सामग्री को 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है अब क्या अब क्या मामला है एक बार जब आपके पास हीटर होता है तो आपको एक संवेदन सामग्री की आवश्यकता होती है इसलिए इस हीटर पर हम कहते हैं क्योंकि यह बड़ा है मेरे पास इंसुलेटर हैसही है मेरे पास एक इंसुलेटिंग सामग्री होनी चाहिए हम कहते हैं कि यह SiO2 है इस इन्सुलेट सामग्री पर मेरे अपने इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हो सकते है इन इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड पर मैं अपनी सेंसिंग सामग्री रखना चाहता हूं मैं अपनी सेंसिंग सामग्री रखना चाहता हूं सही है यह मेरा सेंसर है लेकिन इसका उपयोग करने के बजाय मैं इस सब्सट्रेटका उपयोग करूंगा मैं एक इन्सुलेटर का उपयोग करूंगा मेरे पास मेरे इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड होंगे और मेरे पास मेरी संवेदन सामग्री होगी फायदा यह है कि यहाँ मोटाई कम है सही है तो इस विशेष सेंसर को प्राप्त करने के लिए इस विशेष सेंसर को प्राप्त करने या बनाने के लिए जो एक प्रोसेस फ्लो है प्रोसेस फ्लो क्या हैं आप यह समझते हैं कि आपको यह याद रखना होगा कि हम क्या चाहते हैं हम इस ढांचे को बनाना चाहते हैं तो पहला है अब आप देखें कि क्या मैं एक सिलिकॉन वेफरका उपयोग करता हूं तो मैं ऑक्साइड विकसित करता हूं मेरे पास सिलिकॉन है मैं ऑक्साइड विकसित कर रहा हूं फिर मैं पीछे की तरफ एल्यूमीनियम जमा कर रहा हूं और मैं एल्यूमीनियम की इचिंग कर रहा हूं यह एल्यूमीनियम या धातु है और मैं प्रक्रिया का उपयोग करके धातु की इचिंग कर रहा हूं जो हमारी लिथोग्राफी है हम क्या करते हैं हम फोटोरेसिस्ट को स्पिनकोट करते हैं तो मैं फोटोरेसिस्ट को स्पिन कोट करूंगा फिर स्पिन कोटिंग के बाद हम इसे प्री बेक करते हैं इसलिए मैं इसे 90 डिग्री पर प्री बेक करूंगा यह मेरा फोटोरेसिस्ट है सकारात्मक फोटोरेसिस्ट प्री बेकिंग के बाद मैं मास्क को लोड करूंगा अब मास्क लोड करने के बाद मैं क्या करूंगा मैं यूवी लाइट के साथ इस वेफरको एक्सपोजकरूंगा ठीक है तो क्या होगा इसके बाद यदि मैं मास्क अनलोड करता हूँ अगर मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास इस तरह का ऑक्सीडाइज़्ड वेफर होगा और मेरे पास धातु और फोटोरेसिस्ट होगा एक बार जब मैंने मास्क को अनलोड कर दिया है सही यह देखें मैंने जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज़ किया है उसके बाद मेरे पास धातु पर जमा धातु थी मेरे पास फोटोरेसिस्ट है मैंने फोटोरेसिस्ट को 90 डिग्री पर प्री बेक किया है फिर मैं मास्क लोड करता हूँ मैं मास्क को एक्सपोज़ करता हूँ फिर मैं मास्क को अनलोड कर रहा हूँ मैं फोटोरेसिस्टविकसित कर रहा हूं फोटोरेसिस्ट के विकास के बाद मेरे पास यह विशेष संरचना होगी क्योंकि यह मेरा सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है इसलिए समान संरचना को मैं बरकरार रख सकता हूं या एक्सपोज्ड क्षेत्र कमजोर है और अनएक्सपोज्डक्षेत्र अधिक मजबूत है इसलिए मैं इस विशेष संरचना को बनाए रख रहा हूं इसके बाद यह मेरा फोटोरेसिस्ट है यह मेरा SiO2 है यह सिलिकॉन है यह SiO2 है ठीक है मैं क्या चाहता हूँ मुझे यह संरचना चाहिए तुम्हें याद है कि मुझे क्या चाहिए अब मुझे इसे हटाने दो मुझे इसे हटाने दें ताकि आप देख सकें कि प्रोसेस फ्लो क्या हैं तो यह मेरा एक और उदाहरण है अब मैं इस वेफरको धातु में डुबाऊंगा तो इसके बाद अगला कदम क्या है इसके बाद हम 1 मिनट के लिए 120 डिग्री पर पोस्ट बेकिंग करेंगे इसके बाद पोस्ट बेकिंग के बाद मैं अपनी धातु को इच करूंगा इसलिए जब मैं अपनी धातु को इच करता हूं तो मेरे पास क्या संरचना होगी मेरे पास संरचना होगी जो इस तरह दिखेगी ठीक यह धातु है यह पीआर फोटोरेसिस्टहै यह मेरा SiO2 है आप यहां अंतर देखते हैं कि धातु इस एक में यहां थी यहां यह धातु नहीं है क्योंकि मैंने पोस्ट बेकिंग के बाद धातु को इच किया है तो इसके बाद मैं क्या करूंगा मैं SiO2 को इच करूंगा तो SiO2 को इच करके मैं इस वेफर को बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबो सकता हूं मैं इस वेफरको BHF में डुबो सकता हूं BHF क्यों क्योंकि BHF SiO2 का etchant है BHFSiO2 का etchant है इसलिए मैं इस वेफरको BHF में डुबो सकता हूं अगर मैं इस वेफरको BHF में डुबाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा मेरे पास SiO2 केवल इस स्थान पर होगा मेरे पास इस तरह से केवल SiO2 होगा क्योंकि यह फोटोरेसिस्ट द्वारा कवर किया गया है जो फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित है तो मेरे पास फोटोरेसिस्ट धातु और SiO2 है अब मैं अपने फोटोरेसिस्ट को स्ट्रिपकरूंगा अब मैं वेफर के शीर्ष पर एक धातु जमा करूंगा और यह धातु हीटर के लिए मेरी धातु है फिर मैं फोटोरेसिस्ट को स्पिन कोट करूंगा यह मेरा सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है फोटोरेसिस्ट की स्पिन कोटिंग के बाद हम इसे प्री बेक करेंगे प्री बेक 90 डिग्री पर 1 मिनट के लिए प्री बेकिंग के बाद मैं मास्क का उपयोग करके फोटोरेसिस्टको एक्सपोज़ करूंगा और दोस्तोंआप देखेंगे कि जब हम MOSFET निर्माण को देखते हैं तो यह प्रक्रिया कितनी उपयोगी होती है तो कृपया ध्यान केंद्रित करें हम क्या उपयोग कर रहे हैं एक ब्राइट फील्ड मास्क हमारे पास यहां सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है हमारे पास यहां SiO2 है और मैं यूवी के साथ एक्सपोज़ कर रहा हूं जब मैं इसे यूवी के साथ एक्सपोज़ करता हूं तो मैं इस मास्क को अनलोड कर दूंगा ठीक है मैं इस मास्क को अनलोड कर दूंगा और मैं इस मास्क को फोटोरेसिस्ट डेवलपर में डुबाऊंगा जब मैं इस मास्क को फोटोरेसिस्ट डेवलपर में डुबाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा मेरे पास केवल इस ही क्षेत्र में फोटोरेसिस्ट होंगे क्यों क्योंकि मास्क के समान ही पैटर्न मैं फोटोरेसिस्ट पर प्राप्त कर सकता हूं हमारे पास यहां यह धातु है आप यहां देखिए कि यह हीटर के लिए आपकी धातु है ठीक है इसलिए हमारे पास हीटर के लिए आपकी धातु है और यहां हमारे पास आपका फोटोरेसिस्ट है यह वही पैटर्न है जो हमारे पास मास्क पर था इसलिए हमारे पास आपका फोटोरेसिस्ट हैहमारे पास हीटर के लिए आपकी धातु है अब मैं इस चिप को इस वेफर कोपोस्ट बेक करूंगा और फिर मैं इस वेफरको डुबाऊंगा इसे 120 डिग्री पर पोस्ट बेक करें और मैं हीटर के लिए इस्तेमाल होने वाली धातु के लिए इस वेफरको etchant में डुबो दूंगा यह धातु है जो हीटर के लिए उपयोग की जाती है मैं इस वेफर को इस etchant में छोड़ दूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास फोटोरेसिस्ट के नीचे धातु संरक्षित होगीसही शेष धातु की रक्षा नहीं की गई थी यह etched हो जाएगा अब मैं इस वेफरको एसीटोन में डुबाऊंगा मैं इस वेफरको एसीटोन में छोड़ दूंगा अगर मैं एसीटोन में वेफर को डुबाऊंगा तो क्या होगा यह फोटोरेसिस्टके लिए एक स्ट्रिप है इसका मतलब है कि मेरा फोटोरेसिस्टचला जाएगा और मेरे पास क्या होगा एक हीटर के साथ ऑक्सिडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट होगा इस पर मैं जमा कर दूंगा या इंसुलेटर विकसित करूंगा यह मेरा दूसरा मास्क है और फिर मेरे पास होगा मैं कहीं ना कहीं संपर्क क्षेत्र की रक्षा कर सकता हूं मैं उस क्षेत्र पर इन्सुलेटर विकसित नहीं कर सकता हूं तो यह ठीक है इस इन्सुलेटर पर हम एक और धातु जमा कर सकते हैं यह धातु इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के लिए है इस धातु को जमा करने के बाद हम स्पिन कोट करेंगे एक बार फिर हमें स्पिन कोट फोटोरेसिस्ट के साथ समान ही प्रक्रिया करनी होगी फिर आपको 90 डिग्री पर प्री बेक करना है फिर मास्क लोड करने के लिए आपको क्या करना है यह मास्क इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड के लिए धातु को प्रतिरूपित करने के लिए है यह इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोडको पैटर्न करने के लिए मेरा ब्राइट फील्ड मास्क है ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे आप यूवी का उपयोग करके एक्सपोजकरेंगे जब आप यूवी का उपयोग करने के बाद एक्सपोज कर लेते हैं तो आपको मास्क अनलोड करना होगा जब आप मास्क को लोड करते हैं तो आपको क्या करना है इसके लिए आपको फोटोरेसिस्ट डेवलपर में वेफरको डिपकरना होगा इसलिए जब आप फोटोरेसिस्ट डेवलपर में वेफरको डुबोते हैं तो आपको जो मिलता है आप फोटोरेसिस्ट को उस क्षेत्र में सहेज कर रख लेते हैं जो एक्सपोज़ नहीं हुए थे यह फोटोरेसिस्ट है जो उस क्षेत्र में सहेजा गया है जिसे एक्सपोज़ नहीं किया गया था यही कारण है कि यह मास्क के समान एक ही पैटर्न को बरकरार रखे हुए है इसके बाद मुझे इस वेफर को धातु के लिए etchant में डुबोना होगा जो कि इंटरडिजिटल इलेक्ट्रॉनों के लिए उपयोग किया जाता है इसके बाद हमें इस वेफर को इच करना है या इस वेफर को धातु etchant में डुबोना है जो इस मामले के लिए उपयोग किया जाता है जो इंटरडिजिटल इलेक्ट्रॉनों के लिए उपयोग किया जाता है जब हम इस वेफरको डुबो देंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा फोटोरेसिस्ट के नीचे की धातु की रक्षा की जाएगी उसके बाद हम इस वेफरको एसीटोन में डुबोएंगे जब हम इस वेफर को एसीटोन में डुबाएंगे तो फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपड हो जाएगा जब फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपड हो जाएगा तब आपके पास इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड है अब आपके पास हीटर हैसही है आपके पास यह धातु नहीं है आपके पास वास्तविक हीटर है आपके पास इन्सुलेटर है आपके पास इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं इन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पर हम सामग्री जमा कर सकते हैं जो आपका सेमीकंडक्टिंग ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड है जैसे कि ZnO सही अब इसके बाद आपके पास सेंसर तैयार है लेकिन सिलिकॉन मोटा है तो आपको सिलिकॉन के आकार को कम करना होगा तो इसके लिए आपको वेफर को इच करना होगा और जब आप इस वेफर को डुबाएंगे तो आप दो काम कर सकते हैं एक को हम कहते हैं कि ड्राइ इचिंग हम देखेंगे दूसरे को वेट इचिंगकहते हैं यदि आप ड्राइ इचिंगका उपयोग करते हैं तो आप सामने के क्षेत्र की रक्षा करके वेफरको इच कर सकते हैं आप इस वेफर को Dry Etchant में भी रख सकते हैं और जो आप देखेंगे वह यह है कि जब तक आपको आवश्यक मोटाई प्राप्त न हो तब तक इचिंग जारी रहेगी यह ड्राइ इचिंग है ठीक है यह एक सुरक्षा है यह सामने की सुरक्षा है सामने का क्षेत्र जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं सुरक्षा या यदि आप सिलिकॉन के लिए वेट इचिंग का उपयोग करते हैं तो यह हम सिलिकॉन की इचिंग कर रहे हैंसही तो आपके पास क्या होगा अगर मेरे पास वेट इचिंगहै तो मेरे पास एक डायफ्राम है इसे डायफ़्राम कहा जाता हैसही है तो आपके पास सेंसर का यह पतला डायाफ्राम हो सकता है और फिर आप सामने के क्षेत्र की सुरक्षा को हटा सकते हैं आपको यह मिला तो यह बहुत सारी प्रक्रिया है तो अगर मैं इस बैक साइड पर इचिंग नहीं करता तो यह आसान है यदि मैं इस बैक साइड इचिंग को नहीं करता हूं तो मेरा सेंसर बेहद आसान हो जाता है क्योंकि मुझे बस हीटर को विकसित करना था फिर मुझे उस इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड पर ऑक्साइड को विकसित करना था उस पर मुझे संवेदन परत विकसित करनी थी लेकिन बिजली की खपत अधिक है यही कारण है कि मुझे वेफर को बैकसाइड से इच करना पड़ता है तो जब आप ऐसा करते हैं तो सेंसर कैसा दिखता है आप देखते हैं कि यह एक क्रॉस सेक्शन या Blown up आरेख है जहाँ आप देखते हैं कि वहाँ एक डायाफ्राम हैसही और आप देख सकते हैं कि इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं और एक हीटर है जो निकल है और यह सभी तरह से माइक्रोमीटर है और केंद्र में इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं जिन पर हमने जिंक ऑक्साइड नैनो वायर्स विकसित किए है जिंक ऑक्साइड नैनोवायर कैसे दिखते हैं आप यहाँ पर SEM छवि देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड की इसलिए जब आप वास्तव में यह काम करते हैं तब आप जानते हैं हीटर कैसे काम करता है आप इस पीले रंग को देख सकते हैं यह एक सही है यह हीटर On है ये इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड से कनेक्शन हैं और यह एक यह आपका जिंक ऑक्साइड संवेदन परत है जिसे आप गैस संवेदनशील ZnO nanowires में देख सकते हैं सही है यह एक और क्रॉस सेक्शन है ठीक यह बात है कि सामग्री अलग है और आप देख सकते हैं कि आप COMSOL सिमुलेशन भी कर सकते हैं COMSOL सिमुलेशन यह समझने के लिए कि माइक्रो हीटर की हीटिंग विशेषताएं क्या है जिसे आपने इस ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट पर डिज़ाइन किया है सही है इसलिए यह विचार आपको भ्रमित करने के लिए नहीं है कि हमें गैस सेंसर का उपयोग क्यों करना पड़ा या यह ZnO nanowires कैसे बनाया जाता है हमें इसकी परवाह नहीं है हमें क्या परवाह है कि हम कैसे विकसित कर सकते हैं कैसे आप एक डिवाइस बना सकते हैं और एक डिवाइस को बनाने के लिए आपको प्रोसेस फ्लो जानना चाहिए इसलिए यदि आप जल्दी से इस विशेष स्लाइड को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था सही आप डबल साइड पॉली सिलिकॉन वेफर के साथ शुरू करते हैं फिर आप 1 माइक्रोन ऑक्साइडविकसित करते हैं आसान फिर आप यहां 16 नैनोमीटर धातु विकसित करते हैं आप देख सकते हैं कि धातु यहां है और तुम खिड़की खोलते हो इसका मतलब है कि आप धातु का विकास करते हैं आप लिथोग्राफी करते हैं फिर एक विंडो बनाते हैं यह विंडो यह SiO2 को etched किया जा सकता है ठीक है लेकिन BHF का उपयोग करके इसे etched किया जा सकता है अब सामने की तरफ आपके पास निकल माइक्रो हीटर हो सकते हैं निकल माइक्रो मीटर पर आपके पास इलेक्ट्रोड हो सकते हैं यह सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है ठीक है इसीलिए यहाँ कोई हीटर नहीं है लेकिन वास्तव में वहां एक निकल है तो यह एक हीटर हैसही है इसलिए इस विशेष प्रक्रिया के बाद हीटर के बाद हमारे पास यह निकल माइक्रो हीटर है जिस पर एक इन्सुलेटर है यह इंसुलेटर है जिस पर इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं जिस पर एक संवेदन परत है यह सब है जो यहां है तो हमारे पास डबल साइड पॉलीसिलिकॉन है और हमारे पास 6 माइक्रोन SiO2 है फिर हमारे पास 600 नैनोमीटर एल्यूमीनियम बैकसाइड है फिर हमारे पास फ्रंट साइड में 300 मिमी निकेल डिपॉज़िट है जिसे हम पैटर्न करते हैं फिर हम ऑक्साइड विकसित करते हैं और फिर ऑक्साइड के नीचे हम इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड विकसित करते हैं और उसके बाद हमारे पास लिथोग्राफी नामक तकनीक द्वारा जिंक पैटर्न है फिर जब बैकसाइड में बफर हाइड्रो फ्लोरिक एसिड की मदद से इस ऑक्साइड को हटाते हैं हम वेफर को इच करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास सेंसर हो सकता है यह एक सेंसर बनाने का प्रोसेस फ्लो है अब अब तक हमने दो प्रोसेस फ्लो देखे हैं एक वह प्रोसेस फ्लो है जिसका उपयोग SU 8 कुओं में इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है दूसरा यह समझने के लिए प्रोसेस फ्लो है कि आप सेंसर कैसे बना सकते हैं आप गैस सेंसर कैसे बना सकते हैं दो प्रोसेस फ्लो हमने देखे हैं इसलिए MOSFET निर्माण के संदर्भ मेंहमारे लिए यह समझना पर्याप्त है तो अगली कक्षा में हम जल्दी से देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम MOSFET को बनाने के लिए कर सकते हैं इसलिए हम जिन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं या जिन तकनीकों को हम समझ रहे हैं वे ऑक्सीकरण या थर्मल ऑक्सीकरण होंगे और फिर हम देखेंगे कि धातुओं को कैसे जमा किया जाता है फिर हमें यह देखना होगा कि लिथोग्राफी कैसे की जाती है और फिर हम देखेंगे कि ईचिंग तकनीकें क्या हैं फिर हम देखेंगे कि कैसे MOSFET बनाया जाता है और यह कि प्रयोगों का वह विशेष सेट हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम MOSFET कैसे बना सकते हैं एक बार जब आप यह समझने में सक्षम हो जाते हैं कि आप MOSFET कैसे बना सकते हैं तो आप बहुत सारे उपकरण बना सकते हैं इसलिए इस विशेष एक्सरसाइज को समझने में भूमिका है कि कैसे एक SU 8 कुएं या एक सेंसर के भीतर इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड तैयार किए जाते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफरपर गढ़े जाते हैं या यदि आप एक डायाफ्राम बनाना चाहते हैं या आप हीटर बनाना चाहते हैंउस हीटर पर हमारे पास इन्सुलेटर है इन्सुलेटर पर हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं उनके जनरेटर पर हमारे पास सेंसर सेंसिंग सामग्री है जो आपके धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सामग्री है जो जिंक ऑक्साइड टिन ऑक्साइड इंडियम ऑक्साइड की तरह है और इसी तरह से और यह सभी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं मैं इसे 10 बार दोहरा रहा हूं ताकि आप इस प्रक्रिया को समझ सकें यह प्रक्रिया बेहद सरल है जब हम MOSFET पर जाते हैं तो आप समझेंगे कि हमने सिलिकॉन पर ऑक्साइड की परत को विकसित करने के लिए क्यों या किन तकनीकों का इस्तेमाल किया है हमने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल सिलिकॉन की इचिंग के लिए किया है हमने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल खिड़की खोलने के लिए किया है सही क्योंकि हमें यह समझना था कि MOSFET में सोर्स और ड्रेन को कैसे डिफ्यूज किया जाता है इसलिए यह समझने के लिए कि MOSFET में सोर्स और ड्रेन को कैसे डिफ्यूज किया जाता हैजिन प्रक्रियाओं की आज हम चर्चा कर रहे हैं वह अत्यंत उपयोगी होगा ठीक है इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगा और तब तक सीखते रहें फिर से वीडियो माइक्रो फैब्रिकेशन को देखें यह बहुत सरल लगता है जब मैं आपको स्क्रीन पर समझा रहा हूं लेकिन वास्तव में यह समझना मुश्किल है लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाबहुत सारी रेसिपी को समझना आसान होता है ठीक है इसलिए मुझे आशा है कि आप आज के व्याख्यान से कुछ समझ गए हैं और आप इसे पढ़ते हैं जिससे आप आगे समझते हैं और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे प्रश्न पूछें जब हम उस व्याख्यान में पहुंचते हैं जहां मैं आपको MOSFET समझाऊंगा क्योंकि उस विशेष बिंदु पर आप वापस जा सकते हैं और अपनी चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं और फिर आप मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी होगीकुछ धैर्य रखना होगा जब तक कि हम व्याख्यान में नहीं पढ़ते हैं जहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि आप हमारे MOSFET को कैसे बना सकते हैं ठीक है इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में मिलता हूं तब तक आप ध्यान रखें आपका दिन शुभ हो अलविदा